पिछले कुछ व्याख्यानों में हम ट्रांसमिशन लाइनों इम्पीडेन्स मैचिंगस्मिथ चार्टABCD पैरामीटर्स और S पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं अब हम बात करने वाले हैं उन सभी चीजों के अनुप्रयोग की तो हम आज पहले उपयोग के बारे में बात करेंगे जो पावर डिवाइडर और कॉम्बिनर्स है तो आइए देखें कि हमें पावर डिवाइडर की आवश्यकता कहाँ है और कब हमें कॉम्बिनर्स की आवश्यकता है इसलिए पहले हम वास्तव में टू वे समान पावर डिवाइडर को देखने जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि यदि हम इस पोर्ट पर एक इनपुट दे रहे हैं तो आधी पावर आदर्श रूप में यहां जानी चाहिए और आधी पावर आदर्श रूप में यहां जानी चाहिए और कुछ भी वापस रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए इसलिए जहां हमें इस तरह के पावर डिवाइडर की आवश्यकता है उदाहरण के लिए बस उन अनुप्रयोगों में से एक का उल्लेख करना है जो यदि आप फ़ीड करना चाहते हैं तो हमें 2 तत्व एंटीना कहने दें तो आप क्या करेंगे इसलिए हम वास्तव में एक स्थान पर इनपुट देते हैं और फिर पावर को समान रूप से विभाजित किया जाता है और यह 2 तत्वों को दिया जाता है अब एक तत्व सरणी हो सकता है 8 x 8 सरणी या 16 x 16 सरणी तो उस स्थिति में हमें बड़ी संख्या में पावर डिवाइडर की आवश्यकता होगी और समय के अधिकांश हिस्से को हम समान विद्युत विभाजन का उपयोग करके इन सरणियों को देगें तो यह सरल अनुप्रयोग में से एक है लेकिन इस पावर डिवाइडर की आवश्यकता कई अन्य स्थानों पर हो सकती है जो शायद एक समान पावर डिवाइडर या यहां तक कि असमान पावर डिवाइडर हो तो आइए हम सबसे सरल चीज़ से शुरू करें जो टू वे समान पावर डीवाइडर है तो आइए देखें कि हमने यहाँ पर क्या दिखाया है तो यहाँ इनपुट पोर्ट है यह आउटपुट पोर्ट है यह आउटपुट पोर्ट है और यहाँ हम यह मान रहे हैं कि सभी 3 पोर्ट में एक इनपुट इम्पीडेन्स है जो Z0 के बराबर है और अधिकांश समय हम इसे 50 Ω के रूप में लेते हैं मेरा तात्पर्य केवल यह बताने के लिए है कि अधिकांश माइक्रोवेव जनरेटर वास्तव में 50 Ω इम्पीडेन्स स्रोत इम्पीडेन्स का उपयोग करते हैं या वास्तव में हम लोड इम्पीडेन्स का भी उपयोग करते हैं ताकि एक मानकीकृत प्रक्रिया हो इसलिए रूस को छोड कर जहां वे 50 Ω का उपयोग नहीं करते हैं दुनिया के लगभग सभी अन्य देश 50 Ω माइक्रोवेव के लिए मानक के रूप में उपयोग करते हैं तो आइए देखें कि हमने पिछले व्याख्यान में क्या अध्ययन किया था हमने देखा था कि लॉसलेस नेटवर्क के लिए यह एकात्मक गुण है और हमारे पास है यह सभी 3 पोर्ट के लिए लिखा है तो S112 S212 S312 1 एक ही चीज़ आप इसे यहाँ S12 S22 S32 और फिर S13 S23 S33 के लिए लिख सकते हैं तो यह लॉसलेस नेटवर्क गुण है और यहां यह दोषरहित नेटवर्क है ठीक है हम यह मानने वाले हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइनें लॉसलेस हैं या सामान्य तौर पर ट्रांसमिशन लाइनों में बहुत कम नुकसान होता है और जो हमने यहां दिखाया है यह एक 2 वे समान पावर डिवाइडर का माइक्रोस्ट्रिप अहसास है हम वास्तविक सिम्युलेटेड उदाहरण भी लेंगे लेकिन हम पहले अवधारणा भाग को देखें इसलिए आदर्श रूप से हम क्या चाहते हैं कि हम S110 चाहते हैं इसका मतलब है कि इस बंदरगाह पर परावर्तित शक्ति 0 के बराबर होनी चाहिए और आधी शक्ति यहाँ पर जानी चाहिए आधी शक्ति यहाँ पर जानी चाहिए तो S110 ZinZ0 के लिए और यह 50 Ω के बराबर होना चाहिए तो हम कहते हैं कि यहां इनपुट इम्पीडेन्स 50 Ω होनी चाहिए अब हम देख सकते हैं कि एक शाखा यहां से आ रही है दूसरी शाखा यहां से आ रही है और हम देख सकते हैं कि ये 2 शाखाएं इस विशेष बिंदु पर समानांतर में आ रही हैं तो अगर दो चीजें जो समानांतर में आ रही हैं और हम समान पावर विभाजन चाहते हैं तो हम वास्तव में क्या चाहते हैं कि इनपुट इम्पीडेन्स यहाँ से दिख रही है और यहाँ से देखने वाली इनपुट इम्पीडेन्स बराबर होनी चाहिए और यह 100 Ω के बराबर होनी चाहिए क्योंकि तब हम कह सकते हैं कि 100 Ω के समानांतर में 100 Ω जो 50 Ω के बराबर हैं तो अब देखते हैं कि हम यहाँ पर 100 Ω कैसे प्राप्त करते हैं हम जानते हैं कि यह 50 Ω इम्पीडेन्स है हमें इस इम्पीडेन्स को 50 Ω से 100 Ω तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और हमने अध्ययन किया था जब हमने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात की थी कि एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर एक इम्पीडेन्स को दूसरे इम्पीडेन्स में बदल सकता है और उस के लिए सूत्र Zin1 यहाँ से दिख रहा है Z12ZL द्वारा दिया गया है तो Z1 इस विशेष लाइन की विशेषता इम्पीडेन्स है और हमने इन 2 को बराबर लिया है क्योंकि हम समान पावर विभाजन चाहते हैं अगर हम समान पावर विभाजन नहीं चाहते हैं तो Z1 इसके बराबर नहीं होगा विशेष इम्पीडेन्स जो शायद हम Z2 कहते हैं हम देखेंगे कि बाद में हम पहले इस विशेष बात को पूरा करते हैं तो Zin1 हम चाहते हैं कि 100 Ω हो ZL हम जानते हैं कि 50 Ω है सभी 3 पोर्ट को 50 Ω के साथ समाप्त किया गया है तो यहाँ से हम Z1 वर्ग के मान की गणना कर सकते हैं जो Zin1×ZL है तो Zin1 हम चाहते हैं कि यह एक 100 Ω हो इसलिए 100 × 50 और फिर हमें इसका वर्गमूल लेना होगा जो कि 50√2 से निकलता है जो 707 Ω हो जाता है और यह लंबाई λ4 होनी चाहिए अब यदि आप याद करते हैं कि हमने सिंगल क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर और 2 क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के बारे में उल्लेख किया है तो यहाँ यह हिस्सा केवल सिंगल क्वॉर्टर वेव है जिसका उदाहरण हम 2 क्वॉर्टर वेव का भी लेंगे और हमने देखा था कि सिंगल क्वॉर्टर वेव केवल एक आवृत्ति पर इम्पीडेंस मैचिंग प्रदान करता है इसलिए हम इन परिणामों को एक एक करके देखेंगे लेकिन अब हमारे यहाँ क्या है तो समान विद्युत विभाजन और लॉसलेस नेटवर्क के लिए अब क्या होगा क्योंकि कुछ भी वापस रेफ्लेक्टेड नहीं होता है और यह एक लॉसलेस नेटवर्क है तो आधी पावर यहाँ जाती है आधी पावर यहाँ जाती है तो इसका मतलब है कि S21 जो कि 1 से 2 तक चलने वाली पावर है और फिर 1 से 3 तक जो कि S31 है जो 1√2 के बराबर होनी चाहिए मैं इस पद के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा तो 1√2 का मतलब है कि इस का वर्ग 12 होगा तो इसका मतलब है कि आधी पावर यहां जाती है आधी पावर यहां जाती है अब यहाँ इस पद का क्या तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई lλ4 है तो लंबाई λ4 यदि आप फेज डिले को देखते हैं यह लंबाई β के बराबर होगी जो कि 2πλ×λ4 के बराबर है तो 2πλ×λ4 हमें 900 देगा और चूंकि डिले यहाँ से यहाँ तक है माइनस साइन करें इसलिए फेज डिले के कारण माइनस आता है और एक 900 को एक j टर्म द्वारा दर्शाया जा सकता है तो हम जानते हैं कि 0j1 के पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं कि 1८900 होगा तो इस तरह यह पद j यहाँ आता है और चूंकि नेटवर्क रेसिप्रोकल है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई सक्रिय घटक नहीं हैं इसलिए हम जो भी देते हैं अगर मैं वही इनपुट देता हूं तो यह यहां आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि S21 S31 S12 S13 इसलिए हमने अब 1 2 3 4 पाया है और यह 5 है इस 9 घटक में से हमने अब 5 घटकों को पाया है अब हमें अन्य 4 घटकों को भी खोजने की आवश्यकता है तो आइए देखें कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं इसलिए अब हम यहाँ इस विशेष पोर्ट पर इनपुट इम्पीडेन्स का पता लगाने की कोशिश करने जा रहे हैं इसलिए इस विशेष पोर्ट पर इनपुट इम्पीडेन्स का पता लगाने के लिए हमें यहाँ से देखना होगा इसलिए हम इस बिंदु पर आते हैं और फिर हमें यहाँ इस पर गौर करना होगा तो चलिए पहले गणना करते हैं कि इनपुट इम्पीडेन्स का यह मान क्या होगा इसलिए हम देख सकते हैं कि अगर मैं इनपुट इम्पीडेन्स को देखता हूं तो यह 50Ω है और इसके साथ समानांतर में इम्पीडेन्स है हमारे पास 50Ω क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर था जिसने इस इम्पीडेन्स को 100 में बदल दिया इसलिए जो यहां दिखता है वह 100 50 है इसलिए हम वास्तव में ZL12 का पता लगा सकते हैं जो कि 100 50 होगा और यह 1003 Ω का होगा अब हमें इस विशेष चीज़ पर Zin12 खोजने की आवश्यकता है ताकि Z12ZL12 के रूप में पाया जा सके तो वह Z12ZL12 और Z12 है जो हम जानते हैं कि 50√2 है जो 707 Ω है तो 1003 से विभाजित उस वर्ग को हम सरल करते हैं जो 150 Ω आता है तो अब हम यह पता लगा सकते हैं कि S22 का मान क्या है इसलिए S22 क्या है जो पोर्ट 2 पर रिफ्लेक्शन गुणांक के समान है और जिसे इस विशेष रूप में यहां लिखा जा सकता है इसलिए यदि हम अब Zin12 150 50 मान को प्रतिस्थापित करते हैं तो अंश 150 50 100 होगा भाजक 150 50 200 होगा इसलिए 100200 ½ इसलिए यदि हम इस ओर देखें तो हम कह सकते हैं कि S22 ½ और इसी तरह हम डेरिवेशन कर सकते हैं या समरूपता से हम S33 S22 कह सकते हैं और यह आधे के बराबर है तो अब हम समीकरण 2 और 4 का उपयोग कर सकते हैं और समीकरण 2 और 4 जो मूल रूप से आपके साथ संबंधित हैं यहाँ कह सकते हैं कि S122 S222 S322 1 और यह समीकरण 4 है इसलिए अगर हम अब इन मूल्यों को प्रतिस्थापित करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं पता लगाना है कि तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की पावर बराबर है आप ¼ कह सकते हैं क्योंकि पावर इस का वर्ग होगी और यहाँ से यहाँ तक ¼ होगी अब यहाँ से यहाँ तक एक फेज में अंतर होगा हमने देखा था कि यह फेज में अंतर 900 है इसलिए यह 900 होगा और यह एक और 900 होगा इसलिए इन 2 पोर्ट के बीच फेज का अंतर 1800 होगा जो कि शून्य से संकेत द्वारा दर्शाया गया है तो अब हम S मैट्रिक्स को पूरा कर सकते हैं इसलिए S मैट्रिक्स हम इनपुट पोर्ट 1 पर फीड कर रहे हैं तो यह 0 है आधी पावर यहां जाती है आधी पावर यहां जाती है तो यह −j√2 −j√2 1√2212 है j आने वाला है 900 फेज डिलेके कारण अब समरूपता के कारण यह घटक यहाँ के समान होगा क्योंकि यह घटक यहाँ के समान होगा अब S22 हमने देखा था कि S33 के समान आधा है और फिर S 2 से 3 और 3 से 2 की और जा है वे यहाँ पर ½ के बराबर हैं इसलिए यह टू वे पावर डिवाइडर का S मैट्रिक्स है अब देखते हैं कि क्या इस विशेष चीज का उपयोग पावर कॉम्बिनर के रूप में किया जा सकता है इसलिए हम यहां इनपुट दे सकते हैं आधा यहां जाता है आधा यहां जाता है अब क्या यह एक अच्छा पावर कॉम्बिनर है इसलिए मान लीजिए मैं पोर्ट 2 पर इनपुट देता हूं तो क्या होगा यदि मैं पोर्ट 2 पर इनपुट देता हूं तो आप देख सकते हैं कि S22 ½ का मतलब है कि एक चौथाई पावर वापस रिफ्लेट होगी जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है और इसके बाकी हिस्से से बाहर है तो एक चौथाई यहाँ पर चला जाता है और यहाँ पर फिर से यह 122 है इसलिए यह ¼ होगा इसलिए ¼ वापस रिफ्लेट करता है और ¼ यहाँ पर चला जाता है और ½ पावर यहाँ पर चला जाता है तो इसका मतलब है कि यह वास्तव में बहुत अच्छा कॉम्बिनरcombiner नहीं है यह एक अच्छा पावर डिवाइडर है लेकिन एक अच्छा पावर कॉम्बिनर नहीं है इसलिए एक पावर कॉम्बिनर के रूप में हमें जो करने की जरूरत है हम उसे बाद में देखेंगे अब हमें पहले यह देखना चाहिए कि क्या हमें थ्री वे समान पावर डिवाइडर चाहिए जो हमें क्या करने की आवश्यकता है तो हमें एक थ्री वे समान पावर डिवाइडर डिजाइन करने के लिए देखते हैं तो हमारे पास lλ4 खंड एक और λ4 खंड एक और λ4 खंड है और अभी हमने यहां Z1 Z2 Z3 लिखा है लेकिन हम जानते हैं कि बराबर पावर विभक्त के लिये Z1 Z2 Z3 अब आप देख सकते हैं कि यह lλ4 है लेकिन चूंकि यह मुड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि लंबाई समान λ4 होगी लेकिन यह अब यहाँ पर थोड़ा मुड़ा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि इन सभी 3 पोर्ट को ठीक से संरेखित नहीं किया गया है इसलिए इन चीजों को इस विशेष अवधारणा का उपयोग करके भी संरेखित किया जा सकता है इसलिए जहाँ आप देख सकते हैं कि यह यहाँ झुका हुआ है यह यहाँ इस तरह झुका हुआ है और यह यहाँ पर है इसलिए सभी 3 पोर्ट एक ही स्तर पर हैं यह तब अधिक आवश्यक होगा जब आप वास्तव में एक भौतिक PCB लेआउट के लिए जा रहे हों और आप एक कनेक्टर लगाना चाहते हों इसलिए आप नहीं चाहते हैं PCB में इस तरह की शेप कुछ इस तरह की होती है अधिकतर समय हम एक अच्छा PCB कहना अधिक पसंद करेंगे जैसे कि हम यहाँ पर एक आयताकार शेप कहें और फिर आप यहाँ एक कनेक्टर लगा सकते हैं और यहीं पर कनेक्टर लगा सकते हैं लेकिन अब डिजाइन को देखने के बाद से हम थ्री वे समान पावर डिवाइडर चाहते हैं तो हम कहेंगे कि Z1 Z2 Z3 और उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि Zin1 Zin2 Zin3 बराबर होना चाहिए और ये 150Ω के बराबर होने चाहिए 150Ω क्यों क्योंकि अब इनमें से 3 समानांतर हैं तो अगर 3 चीजें समानांतर में और समान हैं तो इस पोर्ट पर शुद्ध इनपुट इम्पीडेन्स 50Ω3 50 Ω होगी इसलिए अब हम इस बिंदु पर वांछित इम्पीडेन्स 150 Ω चाहते हैं यह इम्पीडेन्स 50 Ω है इसलिए हमें एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग करने की आवश्यकता है हम सूत्र जानते हैं तो Zin1 Z12ZL Zin1 वांछित 150 ZL 50 है तो वहाँ से हम Z150√3 की गणना कर सकते हैं और हमारे पास Z1 Z2 Z3 866 Ω है तो इसका मतलब है कि हम थ्री वे समान पावर डिवाइडर को बहुत ही सरल तरीके से डिजाइन कर सकते हैं जिसे हम 866 Ω की इम्पीडेन्स के लिए इन माइक्रोस्ट्रिप लाइनों को डिजाइन करते हैं और यह समान पावर डिवाइडर के रूप में काम करेगा फिर से यह एक अच्छा पावर कम्बाइन नहीं है ठीक इसलिए हम आपको बाद में बताएंगे कि पावर कंबाइनर को कैसे डिज़ाइन किया जाए अब मान लीजिए कि अगर हमने इन क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं किया होता तो क्या होता बता दें कि ये 2 3 4 एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग किए बिना इस बिंदु पर यहीं जुड़े हुए हैं फिर क्या हुआ होगा तब यह 50Ω 50Ω तब यह 50 Ω ये 3 50 Ω समानांतर में होगें तो इस बिंदु पर समान इम्पीडेन्स क्या होगी यदि उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए और हम कहते हैं कि पोर्ट एक यहां है तो यह 503 1667 Ω होगा और इसका मतलब है कि इनपुट पोर्ट का मिलान नहीं किया जाएगा इसलिए बहुत अधिक पावर वापस रिफ्लेक्टेड होगी इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन चीजों को सही ढंग से डिजाइन करें इम्पीडेन्स मूल्यों को ध्यान से चुनें ताकि हम एक समान पावर डिवाइडर डिजाइन कर सकें तो थ्री वे से हम दूसरी चीज़ पर जाएँ जो फोर वे पावर डिवाइडर है मैंने यहां 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिखाए हैं आइए हम पहले कॉन्फ़िगरेशन 1 को देखें तो कॉन्फ़िगरेशन 1 क्या है अच्छी तरह से हमारे पास एक λ4 अनुभाग है एक और λ4 एक और λ4 अब यह एक सामान्य मामला है हमने Z1 Z2 Z3 Z4 लिखा है लेकिन समान पावर डिवाइडर के लिए ये सभी समान होने चाहिए और आप यहां देख सकते हैं कि मैंने यहां 100 Ω लिखा है 100Ω क्यों ठीक है अब देखते हैं कि Z1250 100250 तो इसका मतलब है कि यहाँ इनपुट इम्पीडेन्स अब 200 Ω होगा तो यह 200 200 200 200 है 200 Ω के 4 इम्पीडेन्स समानांतर में 2004 के बराबर होगा इसलिए हमें 50Ω मिलता है तो इसका मतलब है कि S11 0 और चूंकि सभी 4 इम्पीडेन्सेस को समान रूप से लिया गया है इसलिए समान पावर विभाजन होगा और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि ये आउटपुट 4 अलग अलग एंटेना से जुड़े हो सकते हैं और जो 4 अलग अलग एंटेना की एक सरणी बनाएंगे अब हम उसी तरह से कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो यह एक कॉन्फ़िगरेशन दो है तो हम देखते हैं कि यह कॉन्फ़िगरेशन 2 क्या है इसलिए आप यहां देख सकते हैं कि हमें 2 वे पावर डिवाइडर मिला है हमने एक सामान्य मामला लिखा है जहां Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 तो इसका मतलब यह है कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग असमान विद्युत विभाजन के लिए भी किया जा सकता है लेकिन यहाँ हम पहले उन मामलों को लेंगे जहाँ यहाँ के सभी 4 पोर्टस के लिए बिजली विभाजन बराबर हैं तो आइए देखें कि अब क्या होता है इसलिए हम पोर्ट 1 पर एक इनपुट दे रहे हैं इसलिए ½ पावर यहां जाती है ½ पावर यहां जाती है तो यहाँ से तब ½ पावर यहाँ जाती है ½ पावर यहाँ जाती है और goes शक्ति यहाँ पर जाती है और वास्तव में यदि आप बस थोड़ा सा सरलीकरण करते हैं तो मैं आपको बस यहाँ थोड़ा संकेत दूंगा तो अब इस पोर्ट पर इनपुट इम्पीडेन्स क्या है तो हम कहते हैं कि यदि आप सभी इम्पीडेन्स को बराबर लेते हैं जैसा कि हम देखेंगे कि यह ठीक काम करता है जो Z के बराबर है तो यह अब Z250 होगा और यह अब 2 समानांतर में हो जायेगें हैं तो Z250 यह Z250 है इसलिए वास्तव में यह Z2100 होगा तो अब अगर हम इसे यहाँ देखते हैं तो यह इम्पीडेन्स फिर से Z है तो यहाँ से देखने वाले इनपुट इम्पीडेन्स को इस Z2 को लोड इम्पीडेन्स से विभाजित किया जाएगा और लोड इम्पीडेन्स क्या है Z2100 इसलिए Z2 Z2 रद्द होगें और हमें यहां पर 100 Ω मिलेंगे तो 100 के समानांतर 100 और वह 50 Ω के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि यह विशेष कॉन्फ़िगरेशन के लिये आप Z के किसी भी मूल्य को चुन सकते हैं और यह काम करेगा और यह वह जगह है जहां डिजाइन अवधारणा चित्र में आती है तो Z का मान क्या होना चाहिए क्या हम इन सभी लाइनों को 50 Ω लेंगे जो काम करेंगे और हम इन सभी इम्पीडेंसेस को 10 Ω के रूप में लेंगे जो काम भी करेंगे क्या हम 100 Ω होने के लिए सब कुछ ले लेंगे जो काम भी करेगा तो अब सवाल यह है कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है ठीक है तो उसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी हैं देखें कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं तो 50 Ω पर हम कहते हैं कि हम कुछ मूल्य पर जा रहे हैं लेकिन अंततः हम 100 Ω और इन 100 100 50 पर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ से 50 Ω से हम 100 Ω पर जा रहे हैं इसलिए यह हमेशा बेहतर होता है कि हम कहें कि हम 50 से 100 तक जा रहे हैं यह बेहतर है कि हम एक मध्यवर्ती कदम उठाएँ और फिर यहाँ पर जाये ठीक है मान लीजिए यदि आपने इसे 50 और 50 के रूप में लिया है तो यह 50 और 50 हम यहां 25 Ω के रूप में प्राप्त करेंगे और यदि यह 25 Ω है तो यह 50 है इसलिए 50225 100 है लेकिन वास्तव में हमने वास्तव में इस चीज़ का ट्रांसफॉर्मिंग गुण उपयोग नहीं किया है तो इस 707 का उपयोग करके हमने 50 से क्या किया हम 100 तक गए फिर 100 100 50 तब 50 से 100 तक गए इसलिए हम कुछ भिन्न मूल्यों पर जाने के बजाय 50 से 100 के बीच जा रहे हैं क्योंकि अगर हमने 50 50 को 50 50 में ले लिया होता तो यह 25 हो जाता तो इसका मतलब है उद्देश्य 50 से 100 तक जाना था लेकिन हमने क्या किया 50 से हम पहले 25 तक नीचे गए और फिर हम 100 पर गए इसलिए जब भी बड़े बदलाव होंगे यह छोटे बैंडविड्थ को जन्म देगा इसलिए यदि आप इस तरह के मूल्य का उपयोग यहां 707 Ω सभी इम्पीडेन्स मूल्य के लिए करते हैं तो हम वास्तव में Z के किसी अन्य मूल्य को लेने की तुलना में अपेक्षाकृत व्यापक बैंडविड्थ प्राप्त करेंगे अब हम देखते हैं कि हम इस बराबर पावर डिवाइडर को कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं इसलिए हम वास्तव में यहां एक रिसिस्टर R डाल रहे हैं और इसे आइसोलेशन रेजिस्टेंस के रूप में भी जाना जाता है हम इस अवधारणा को थोड़ा बाद में देखेंगे लेकिन पहले यह देखेंगे कि वास्तव में यह आइसोलेशन रेजिस्टेंस वास्तव में क्या करता है यह वास्तव में क्या करता है यह S22 S33 S23 S32 0बशर्ते हम इस आइसोलेशन रेजिस्टेंस मान को 2Z0 100 Ω के बराबर लें यदि हम इस विशेष बात को लेते हैं तो हमें यह विशेष समीकरण मिलेगा और आप वास्तव में देख सकते हैं कि ये सभी पैरामीटर 0 के बराबर नहीं हैं यह वास्तव में पहले क्या है हम केवल अवधारणा के दृष्टिकोण से देखें तो अब अगर हम इस पोर्ट पर इनपुट को यहाँ फीड करते हैं तो क्या होगा आप देख सकते हैं कि कुछ भी वापस रिफ्लेक्टेड नहीं होता है और यहाँ से जो कुछ हो रहा है वह यहाँ तक कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि S32 0 तो इसका मतलब है अगर मैं यहां इनपुट दे रहा हूँ तो कुछ भी वापस रिफ्लेक्टेड नहीं होगा और यहां कुछ भी नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है कि 2 पोर्ट के बीच आइसोलेशन बहुत अच्छा है और पोर्ट से भी मेल खाते हैं इसलिए यदि आप यहाँ S मैट्रिक्स को 0 0 0 पर देखते हैं तो इसका मतलब है कि सभी 3 पोर्ट अब ठीक से मेल खाते हैं और हमें दूसरी चीज़ दिखाई देती है इसलिए यहाँ से अगर मैं इनपुट देता हूँ तो आधी पावर यहाँ चली जाती है आधी पावर यहाँ से चली जाती है इसलिए जो संशोधन के अलावा पहले जैसा ही है ये घटक 0 बन गए हैं इससे पहले कि अगर आपको याद हो कि इन घटकों में आधा परिमाण था जिसका अर्थ था कि एक चौथाई पावर रिफ्लेक्टेड होती थी और एक चौथाई पावर अन्य पोर्ट के लिए प्रेषित थी तो अब सवाल यह है कि यह वास्तव में क्या है और यह वास्तव में कैसे होता है तो पहले फिर से हम पावर डिवाइडर कॉन्सेप्ट पर जाएं इसलिए यहां से हमने इनपुट पावर दी तो हम कहते हैं कि आधी पावर यहाँ आती है आधी पावर यहाँ आती है तो अगर आप वोल्टेज के रूप में सोचते है जो कुछ भी परिमाण और फेज़ इस विशेष पोर्ट पर है हम V2 कहते है जो V3 के समान ही होगा तो यदि दो वोल्टेज समान हैं और उनमें समान फेज़ अंतर है तो रिसिस्टर के माध्यम से बहने वाली करंट क्या होगी कोई करंट नहीं होगा इसलिए एक समान पावर विभाजन होगा तो अब ये चीजें कैसे हो रही हैं ये चीजें 0 क्यों बन रही हैं तो चलिए अब मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूं हम कहते हैं कि हम इस विशेष पोर्ट पर एक इनपुट दे रहे हैं तो क्या होता है यहाँ से पोर्ट 3 तक 2 रास्ते हैं यहाँ से एक रास्ता है और यहाँ से एक और रास्ता है तो यह रास्ता आप देख सकते हैं कि यह 1800 का एक फेज़ अंतर प्रदान करेगा और यह मानते हुए कि यह रास्ता बहुत छोटा है जिस तरह से मैंने दिखाया है यह थोड़ा बड़ा दिखता है लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि व्यावहारिक बोध कैसे होता है इसलिए इस पथ की लंबाई आमतौर पर बहुत छोटी ली जाती है यदि हम छोटा नहीं लेते हैं तो मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि वास्तव में क्या होता है लेकिन यह मानते हुए कि इसकी तुलना में इस पथ की लंबाई बहुत कम या नगण्य है इसलिए इससे मुझे 1800 फेज़ की शिफ्ट मिलेगी इससे 00 फेज़ शिफ्ट होगी इसलिए उस स्थिति में क्या होगा यह शक्ति इस विशेष चीज के फेज़ से बाहर हो जाएगी ये 2 रद्द हो जाएंगे और यहां कुछ भी नहीं आयेगा तो अब इस पूरी चीज़ को पावर कॉम्बिनर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है तो पावर कॉम्बिनर क्या है अब हम कहते हैं कि अगर मैं यहां 1 W दे दूं और अगर हम यहाँ पर 1 W पावर देते हैं तो क्या होगा अब हमेशा S मैट्रिक्स को मत देखो क्योंकि S मैट्रिक्स को परिभाषित करने का तरीका है कि जब हम इसे यहाँ फीडिंग रहे हैं अन्य सभी पोर्ट्स से मिलान किया जाता है जब हम यहाँ फ़ीड करते हैं तो सभी अन्य पोर्ट्स का मिलान किया जाता है इसलिए यहां स्थिति थोड़ी अलग है हम यहां भी एक इनपुट दे रहे हैं और हम यहां भी इनपुट दे रहे हैं इसलिए यदि आप S मैट्रिक्स को नेत्रहीन रूप से लागू करते हैं तो यह उस कार्य को करने के लिए नहीं है जो अब आपको तर्क लागू करना है तो हम कहते हैं कि अगर मैं यहां 1 W पावर दे रहा हूं और यहां 1 W पावर आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ये 2 पावर्स बिल्कुल एक ही फ़ेज में हों तो यह मानते हुए कि यदि वे एक ही फ़ेज में हैं तो यह वोल्टेज V2 हमें बताएगा कि V2 के पास फ़ेज कोण है V200 यह भी V200 है तो यदि 2 वोल्टेज समान हैं और उनके पास एक ही फ़ेज है तो इस के माध्यम से बहने वाली करंट क्या होगी इसके माध्यम से कोई करंट नहीं होगा तो युग्मित पावर क्या है कोई युग्मित पावरpower नहीं है इसलिए यहाँ से पावर कहाँ जाएगी इसलिएयहाँ से पावर कुछ भी रेफ्लेक्टेड नहीं होती है यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है और ये अपेक्षाकृत लॉसलेस लाइन हैं तो यह 1 W यहां पर आ जाएगा और यह 1 W भी यहां आ जाएगा इसलिए हमें अफ्फेक्टिविली 2 W की पावर मिलेगी तो वास्तव में आप 10 W की पावर10 W की पावर को फीड सकते हैं आपको 20 W की पावर मिलेगी तो यह एक पावर कॉम्बिनर सर्किट डिजाइन करने का प्रभावी तरीका है अब यहाँ पर आपको यह सुनिश्चित करना है कि यहाँ पर 2 इनपुट एक ही फ़ेज में हैं बस इस चरम मामले को देखिये मान लीजिए इस 1 W की पावर का इनपुट हमें 100 कहने दें लेकिन इस चीज़ में 11800 इनपुट है इसलिए अगर मैं यहां वोल्टेज को देखूंगा तो यह V2 होगा और यह V2 होगा भले ही पावर एक ही V22 और 2 ठीक है इसलिए पावर समान रहती है लेकिन क्योंकि अब एक फ़ेज अंतर है अगर यह V2 है और यह V2 है तो अब आप देख सकते हैं कि रेसिस्टर के माध्यम से बहने वाला एक विशाल करंट होगा और एक बड़ा पावर नुकसान होगा और बहुत बड़ा पावर हानि होगा जो आपको 1 W इनपुट 1 W इनपुट और 2 W आउटपुट नहीं मिलेगा यहां पर यह वास्तव में ठीक नहीं होगा तो एक पावर कॉम्बिनर के रूप में आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि 2 इनपुट बिल्कुल एक ही फ़ेज में होने चाहिये ठीक हैं इसलिए मैं आपको यहां केवल एक व्यावहारिक उदाहरण दिखाने जा रहा हूं और वह यह है कि आप यहां देख सकते हैं इनपुट यहां दिया गया है यह वास्तव में एक 2 वे पावर डिवाइडर है एक आइसोलेशन रेसिस्टर यहां से जुड़ा हुआ है और फिर यहाँ समान रूप से आगे विभाजित किया गया है और एक है यहाँ आइसोलेशन रेसिस्टर यहाँ पर एक आइसोलेशन रेसिस्टर है और यह अब आप 4 कनेक्टर्स से जुड़ा हुआ कह सकते हैं तो यहां एक तरह से 2 वे और फिर 2 वे 4 वे और ये SMA कनेक्टर हैं जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है आप एसएमए कनेक्टर या N प्रकार के कनेक्टर का उपयोग कर सकते हैं अब आखिरकार आप एक ऐसे घटक को खरीदने नहीं जा रहे हैं जिसमें एक खुला PCB है जैसे कि यह एक बॉक्स के अंदर रखा जाए तो आपको इतना मूल रूप से देते हैं कि यह बॉक्स यहाँ पर केवल इस विशेष भाग को दर्शाता है निश्चित रूप से यह थोड़ा अलग आवृत्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है तो आप देख सकते हैं कि यहां 1 इनपुट है और यहां पर 2 आउटपुट पोर्ट हैं तो यह एक सरल तरीका है जो आप कर सकते हैं लेकिन मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि अब देखें कि इस विशेष चीज की कीमत क्या होगी यह बहुत छोटा है ठीक है और फिर भी अगर आप इन 2 वे पावर डिवाइडर या 4 वे पावर डिवाइडर को आयात करना चाहते हैं तो इसकी कीमत आपको 50 डॉलर से 100 डॉलर के बीच कहीं भी हो सकती है इसलिए अगले व्याख्यान में हम वास्तव में देखेंगे कि इन पावर डिवाइडर कॉम्बीनेर्स को व्यावहारिक रूप से कैसे महसूस किया जाए हम असमान पावर डिवाइडर और अन्य मामलों को भी देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद और हम आपको अगली बार फिर से मिलेगें